यह शेयर्ड मेमोरी मॉडल प्रोग्रामिंग के लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है इसमें कंपाइलर डायरेक्टिव्स होते हैं हमने कंपाइलर डायरेक्टरीज देखे थे हमने कौन सा देखा था pragma omp parallel हम इसे उपयोग करते हैं जब भी हमें पैरेलल रीजन डिफाइन करना होता है डायरेक्टिव कंपाइलर के लिए होते हैं यह सब कंपाइलर द्वारा पिक किए जाते हैं और जब भी तुम कोड कंपाइल करते हो यह सब कुछ दूसरे कोड द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैंयह कंपाइलर ही देखता है कि इन डायरेक्टिवस की जगह पर क्या रखना है और वहां पर रनटाइम लाइब्रेरी रूटीनस होते हैं ये कुछ फंक्शन होते हैं जो कि कोड के अंदर से इन्वोक्ड किए जा सकते हैं एक लाइब्रेरी होती है जो कि कोड के साथ लिंक की जा सकती है यह OpenMP लाइब्रेरी इन सारे फंक्शन को सपोर्ट करती है उदाहरण क्या है हमने देखा omp get num treads omp get threads numआदि तो यह सब फंक्शंस है यह सब OpenMP का भी एक भाग है और वहां एनवायरमेंट वैरियेबल्स भी होते हैं हमने एक एनवायरमेंट वेरिएबल omp num threads तथा थ्रेड्स का उदाहरण देखा था जो पैरेलल रीजन में तुम जितने भी थ्रेड्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनके नंबर को सेट करता है तो OpenMP उपयोग करने का फायदा क्या है स्टैंडर्डाइजेशन तथा पोरटेबिलिटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए जब तुम एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर कोड ले जाते हो तो तुम्हें दोबारा कोड बदलने की जरूरत नहीं है जब तुम GCC कंपाइलर से AIX कंपाइलर पर जाते हो तो तुम्हें फिर से कोड बदलने की जरूरत नहीं है OpenMP एक स्टैंडर्ड है जिसको अगर एक कंपाइलर यह कहता है की वह इसे सपोर्ट करता है तो फिर यह पूरे सेट को सपोर्ट करता है OpenMP के बहुत सारे अलग अलग वर्जनस हैं तो बस तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि कौन सा वर्जन सपोर्ट कर रहा है और कौन से वर्जन में क्या क्या फीचर्स मिल रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा कंपाइलर उपयोग करते हो जो कि OpenMp के वर्जन को सपोर्ट करता है तुम्हारा कोड कंपाइल होगा तथा अच्छे से रन होगा तो यह सबसे बड़ा लाभ है और उपयोग करने में भी बहुत ही आसान है तो OpenMp इस मामले में बहुत ही अच्छा है कि जो भी कोड तुम्हारे पास था तो तुम उसी कोड से शुरू कर सकते हो जो भी सिक्वेंस में तुम्हारे पास कोड है और तुम इसे OpenMP से कंपाइल कर सकते हो और रन कर सकते हो तुम्हें बस include omph को इंक्लूड करना है यह रन हो जाएगा और यह सिक्वेंस में रन हो जाएगा और अब अगर तुम पैरेललाइज करना चाहते हो तो तुम्हें यह अंदाजा लगाना होगा कि सबसे ज्यादा समय लेने वाला कौन सा भाग है तुम्हें उस भाग तक जाना पड़ेगा और यह अंदाजा लगाना पड़ेगा कि इस भाग को कैसे पैरेललाइज करें तुम्हें बाकी कोड बिल्कुल छूना नहीं है यही बहुत ही बड़ा फायदा है यह पैरेललाइज कोड को बहुत सिंपल कर देता है तुम सीक्वेंशियल कोड से शुरू कर सकते हो अगर तुम कुछ MPI मैसेज पासिंग इंटरफेस पर जाते हो तो तुम्हें इसको रन करने से पहले पूरा कोड फिर से लिखना पड़ेगा जो कि मैसेज पासिंग प्रोग्राम के साथ बहुत ही बड़ा चैलेंज है तो यह शेयर्ड मेमोरी प्रोग्रामिंग तथा OpenMp का फायदा है और साथ ही साथ उपयोग करने में आसान भी है तुम अपने कोड को इंक्रीमेंटली भी पैरेललाइज कर सकते हो सीक्वेंशियल कोड से शुरू करोऔर इंक्रीमेंटली एक भाग को पिक करो और फिर दूसरे भाग को और आगे भी ऐसा ही और फिर इसको पैरेललाइज करो OpenMP लगभग 1997 से है वह पहला वर्जन था और लेटेस्ट वर्जन 4 है यह एक थ्रेड पर आधारित मॉडल है तो वहां थ्रेडस होते हैंजो कि सेम ऐड्रेस स्पेस को शेयर करते हैं इसलिए सिर्फ थ्रेडस के अपने स्टेक्स तथा थ्रेडस के लोकल स्पेस को छोड़कर सब कुछ शेयर होता है इसलिए सारे ग्लोबल वैरियेबल्स कोड सभी कुछ शेयर होता है तो आखिरकार OpenMP फोर्क ज्वाइन र्मॉडल पर आधारित है फोर्क ज्वाइन मॉडल क्या होता है जब भी तुम्हें pragma omp parallel रीजन मिलता है जब भी तुम्हें यह कंपाइलर डायरेक्टिव मिलता हैउस समय क्या होता है कि कंपाइलर इस कोड को वास्तव में थ्रेड क्रिएट करने वाले कोड से रिप्लेस कर देता है तो इस omp पैरेलल पॉइंट तक कोड सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो रहा है वहां एक ही थ्रेड है जो एग्जीक्यूट हो रहा है मान लो Omp num threads 4 पर सेट है तो यह क्या करेगा तो इस पॉइंट पर यह वास्तव में तीन थ्रेडस लांच करेगा यह तीन नए थ्रेडस लांच करेगा और एक थ्रेड वह होगा जो कि पहले से ही एग्जीक्यूट हो रहा है तो यह थ्रेड जो कि पहले से ही एग्जीक्यूट हो रहा था यह ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा तथा तीन और थ्रेडस इस पॉइंट पर लॉन्च हो जाएंगे और तब कंपाइलर उनको वह कोड एग्जीक्यूट करने के लिए सेट कर देगा जो कि पैरेलल रीजन में था तो वे सब इस पैरेलल रीजन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और जब तुम्हें बंद करने के लिए पैरंथिसेस मिलता है जब पैरेलल रीजन खत्म हो जाता है उस पॉइंट पर ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होता है यह फोर्किंग कहलाता है और आखिर में ज्वाइन ऑपरेशन परफॉर्म होता है जहां आवश्यक रूप से मास्टर थ्रेड समय के इस पॉइंट पर बाकी सब थ्रेडस के कंप्लीट होने का इंतजार करता है थ्रेडस कंप्लीट हो जाते हैं वे सब यहां आकर ज्वाइन हो जाते हैं और जब सब थ्रेडस कंप्लीट हो जाते हैं और यह वापस होकर ज्वाइन होते हैं उस समय ये बाकी के कोड के साथ आगे बढ़ते हैं और अब अगर यह दूसरा ' pragma omp parallel' डायरेक्टिव तथा दूसरा पैरेलल रीजन एनकाउंटर करता है तो यह फिर से वही सब करेगा फिर से यह तीन अलग से थ्रेड्स लांच करेगा वे सब एग्जीक्यूट होंगे तथा वे वापस से ज्वाइन होंगे इसलिए यह फॉर्क ज्वाइन मॉडल कहलाता है